सामान्यीकृत फूरियर सीरीज हमने पिछले वीडियो में पीरियोडिक स्टर्म लिउविल सिस्टम और सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम की परिभाषित किया है हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर L Lyλy एक एगेनमूल्य समस्या के रूप में है हम सीमा शर्तों को इस तरह प्रयास करते हैं कि वे अंत बिंदुओं पर समान होऔर इसका डेरिवेटिव्स भी अंतर बिंदुओं पर समान हो यदि p दूसरे क्रम के डेरिवेटिव का गुणांक है जो कि pहै pपीरियोडिक है जिसका अर्थ है papb और वे गैर शून्य है ऐसे मामले में जब आप इन पीरियाडिक सीमा स्थितियों की परिभाषित करते हैं और इन सीमा शर्तों के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रणाली एक पीरियोडिक स्टर्म लिउविल सिस्टम बनता है इस मामले में L फिर से हेयरमिशन या स्कयू सिमिट्रिक या सेल्फ एडज्वाइंट होगा इनर प्रोडक्ट inner product या डॉट प्रोडक्ट समान होगा हमने यह भी देखा है कि सिंगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम क्या है जब p is 0 या pशून्य है या दोनों शून्य होगा इनमें से प्रत्येक मामले में हमने परिभाषित किया है कि हमें कौन सी सीमा शर्तें प्रदान करना चाहिए ताकि डिफरेंशियल ऑपरेटर L हेयरमिशन या स्कयू सिमिट्रिक या सेल्फ एडज्वाइंटहै मैं आपको सिंगुलर पीरियोडिक स्टर्म लिउविल सिस्टम के मामले में केवल एक उदाहरण दूंगा जैसे सरल समीकरण पर विचार करें y λy0 axb सामान्यतः फूरियर सीरीस के लिए डोमेन 0x2π हो सकता है सीमा शर्तें ya y है क्योंकि यह पीरियोडिक सिस्टम है इसके अलावा ya y यह सीमा शर्तें इस पीरियोडिक स्टर्म लिउविल सिस्टम को बनाती है डिफरेंशियल इक्वेशन को एगेन मूल्य समस्या के रूप में लिखा जाना है अर्थात Lyλy जहां L को इस प्रकार दिया गया है L 1w ddx pxddxq ले रहा है wx1 px1 non zero यहां pxpapb0 and qx0 यहां हमें मिलता है L 11 ddx 1ddx0 सिस्टम पीरियोडिक है और आपके पास यह सीमा शर्ते हैं इस प्रकार के ऑपरेटर्स तो सेल्फ एडज्वाइंट या हेयरमिशन होते हैं डॉट प्रोडक्ट हमेशा की तरह समान है क्योंकि हमें जांचने के लिए हम यहां wx और wx1 देखते हैं इसलिए आप बस a से b तक लिखते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका डोमेन है ⟨f g⟩abfxg dx आप सिस्टम के एगेन मूल्यों और एगेन फंक्शन खोजने होंगे कि यह पीरियोडिक सीमा शर्ते हैं और एगेन मूल्य समस्या के रूप में है L हेयरमिशन होते हैं क्योंकि सीमा की स्थिति पीरियोडिक होने के कारण और λ हमेशा वास्तविक मान लेते हैं इसलिए λ0 λ0 λ0 यह तीनों मामलों में जिन पर विचार किया जाना है इसलिए μ2 μ0 λ μ2 μ0 मामला 1 λ0 इस मामले में डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो जाता है y 2y0 जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटीग्रेट करने के बाद यह सामान्य समाधान है yxc1cos xc2sin μx जहां c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जैसे yx ekx k220 k±iμ इसके लिए सामान्य समाधान है yxc1 eiμxc2 e iμx इसलिए eiμx and e iμx तो दो लिनियली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है तो उनका योग और अंतर तो कुछ नहीं है बल्कि cos x andsin μx लिनियली इंडिपेंडेंट है इसका अर्थ है कि यह सामान्य समाधान है अब हम सीमा शर्तें लागू करते हैं i yayb हमें देता है c1cos ac2sin μ a c1cos bc2sin μ b c1cos a cos bc2sin a sin b0 अब हम आवेदन करते हैं ii y y हमें देता है c1sin ac2cos μ a c1sin μb c2cos μ b c1sin a sin bc2cos a cos b0 हम एगेन मूल्य और एगेन फंक्शन प्राप्त करने के लिए एक गैर 0 समाधान की तलाश कर रहे हैं एक विक्टर सलूशन के रूप में c1 और c2 0 नहीं होना चाहिए समीकरण एक और दो से प्रणाली के रूप में एक माना जाता है हम मैट्रिक के रूप में समीकरणों की प्रणाली 1 2 को फिर से लिखते हैं

उसके लिए हम उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं cos 1 आइए वे मूल्यों की ज्ञात करें जिनके लिए डिटर्मिननेंट A 0 बन जाता है b a2nπ n123 चूंकि μ0 n शून्य नहीं होना चाहिए इसलिए μ2nπ एक बार जब आप μ प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे पास एगेन मूल्यों होते हैं λ24n222 एगेन eigen से संबंधित फंक्शन क्या है तो मैं एगेन फंक्शन को कैसे प्राप्त करूं अनिवार्य रूप से आपको देखना होगा की गैर शून्य समाधान क्या है यदि आप गैर शून्य समाधान को प्राप्त करने के लिए हल दिए गए बिना इस 1 और 2को हल करने का प्रयास करते हैं तो μ2nπb a and और एगेन मूल्य λ24n222 होना चाहिए n1234 एगेन फंक्शन प्राप्त करने के लिए आपके पास एक विशेष गैर शून्य समाधान होना चाहिए हमें इन दो समीकरणों 1 और समीकरण 2 को हल करने का प्रयास करेगा तो समीकरणों से आप c 1को c 2 के रूप में या c 2 को c 1 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं

वास्तव में इस उदाहरण से वे स्वचालित रूप से ऑर्थोगोनल है और आप डॉट प्रोडक्ट से सत्यापित कर सकते हैं

तो हम कह सकते हैं कि यह प्रत्येक n के लिए आपको एगेन फंक्शनस है और यह सभी λ0 के लिए ऑर्थोगोनल हैं अगले वीडियो में अन्य मामलों को देखेंगे